सेल कल्चर टेक्नोलॉजी पर व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है तो बस शुरू करते हैं अब एक सरफेस एनालिसिस करना और सबसे आसान और सबसे गहन सरफेस एनालिसिस में से एक जो आप कर सकते हैं वो है XPS XPS का मतलब एक्स रे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो यह स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक रूप है जहां आप सरल भाषा में इमर्जिंग बीम की रेडियंट एनर्जी को सब्सट्रेट पर चमकाते हैं और इसका अपना निश्चित स्तर होता है आप इस पर बहुत अधिक जाते हैं अब यह क्या करता है यह कुछ निकलता है उदाहरण के लिए मैं इसका चित्र बनता हूँ तब यह अधिक समझ में आएगा उदाहरण के लिए आपके पास इस तरह का एक सब्सट्रेट है और इस सब्सट्रेट में इन अलग अलग रंगों के तत्व मौजूद हैं जो लाल नीले हरे हल्के हरे गुलाबी जैसे हैं बस इस तरह से भेद करने के लिए कि मैं इसे थोड़ा गहरा बना रहा हूं तो यह है कि सरफेसेस कैसे मिल जाते हैं अब अनिवार्य रूप से आपके पास 6 अलग अलग रंग या 6 अलग अलग एटम्स या तत्व हैं जो सब्सट्रेट पर मौजूद हैं अब हम उन्हें कुछ अलग अलग अलग नाम देते हैं मैं कहता हूं कि ये नीले सिलिकॉन के स्थान पर है कार्बन के लिए गहरा हरा रंग है लाल नाइट्रोजन के स्थान पर है हल्का हरा लिथियम है मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको यह बता रहा हूं और हल्का गुलाबी जो हाइड्रोजन के स्थान पर है और यह ऑक्सीजन के स्थान पर है अब आप यहां एक इमर्जिंग बीम को चमकाएं इसकी चिंता न करें आप इस बिंदु पर चमक रहे हैं यह क्या करेगा सरफेस पर जो कुछ भी मौजूद है वह उसके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगा और उन बाहरी इलेक्ट्रॉनों में से प्रत्येक जो बाहर निकाला जा रहा है इसलिए मैं उस एटम या उस तत्व के संबंधित रंगों द्वारा उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और अब इन इलेक्ट्रॉनों में से प्रत्येक जो सरफेस से बाहर निकाले जाते हैं एक अलग काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की ऊर्जा प्रत्येक एटम के लिए अलग है जहां अलग अलग रंग अलग अलग एटम्स को दिखा रहे हैं अब यदि आपके पास यहाँ पर एक डिटेक्टर है जो उन गति का पता लगा सकता है और उदाहरण के लिए उस स्थिति में यह आपको 1 2 3 4 5 6 6 अलग अलग सिग्नेचर देता है और यदि आपने पहले से ही अपने 6 अलग अलग एनर्जी सिग्नेचर तैयार किए हैं और यदि आपने पहले ही अपनी आधार गणना सही की है उदाहरण के लिए आपके पास पहले से ही एक लाइब्रेरी है तो आप एक अन्य स्थिति के साथ वही प्रयोग करते हैं उदाहरण के लिए कहें आपके पास ये शुद्ध सब्सट्रेट हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और इस एक्सपेरिमेंट को ठीक उसी प्रकार करते हैं जो आप उनमें से प्रत्येक पर एक विशेष रेडिएशन चमकते हैं तो उनमें से प्रत्येक इसे एक अद्वितीय वेग के साथ एमिट करेगा तो आपके पास पहले से ही बेसिक टेबल है जहां विभिन्न तत्वों के लिए ई वैल्यूज एनर्जी वैल्यूज की एक लाइब्रेरी है यदि आप उस वैल्यू को जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप इस अगले सब्सट्रेट से बैक कैलकुलेट कर सकते हैं और आप यह पता लगा सकते हैं कि उस विशेष सब्सट्रेट पर कौन कौन से तत्व मौजूद हैं तो इस तरह से आप किसी सब्सट्रेट का एनालिसिस करते हैं कि किसी सब्सट्रेट पर सभी अलग अलग तत्व क्या प्रस्तुत कर रहे हैं और यह एक शक्तिशाली साधन है जो सतह की सरफेस केमिस्ट्री को समझने में केमिस्ट बायोकेमिस्ट मटेरियल साइंटिस्ट की मदद करता है विशेष रूप से वे लोग जो इलेक्ट्रोकैमिस्ट्री और अन्य सभी क्षेत्रों के इलेक्ट्रोड के एनालिसिस पर काम करते हैं आपको करना होगा हर उस घटना जो एक सरफेस की घटना है तो आपको समझना होगा कि सरफेस की घटनाओं से मेरा क्या मतलब है इसलिए जब हम एक सब्सट्रेट के बारे में बात करते हैं तो यहां एक सब्सट्रेट होता है और सेल सब्सट्रेट पर अटैच होते हैं हम सरफेस के इंटरैक्शन के कुछ रूप के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी को इन सरफेस इंटरैक्शन का बहुत सावधानी से एनालिसिस करने की आवश्यकता है और सरफेस एनालिसिस के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है तो आप जो देखते हैं वह मूल रूप से मटेरियल की बल्क प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि सेल और सरफेस के बीच एक सरफेस इंटरैक्शन है यह कोई भी सरफेस हो सकता है और यह इंटरैक्शन यहाँ लाल रंग में दिखाई गई है इसलिए अब जब तक कि आप किसी भी मटेरियल की सरफेस केमिस्ट्री को नहीं जानते हैं तो आपके लिए यह निर्धारित करना बहुत कठिन है कि यह इंटरैक्शन क्यों हो रही है कौन किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है उस स्तर तक यह तकनीक इतनी शक्तिशाली है इस विशेष मामले के भीतर मैं कहता हूं कि मैं यहां लाल के बारे में बात करता हूं नाइट्रोजन के बारे में बात करता हूं जिस गति से नाइट्रोजन से अलग अलग इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है वह किस सर्वर ऑर्बिटल से आता है यह अधिकांश बाहरी ऑर्बिटल से आता है बेशक आप भी नीचे जा सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं यह इतनी शक्तिशाली तकनीक है लेकिन याद रखें यह याद रखें कि यह एक सरफेस की घटना है जो आपको बल्क मटेरियल के बारे में कुछ भी नहीं बताने जा रही है और हम बल्क के बारे में चिंतित नहीं हैं और जब आप बल्क के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि यह मटेरियल है मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि मैं इसके बारे में पूरी बल्क प्रॉपर्टी के बारे में परेशान नहीं हूं यह वही है जो मैं इस मटेरियल के पूरे बल्क होने की तर्ज पर काम कर रहा हूं मैं केवल सरफेस पर होने वाले सरफेस रिएक्शन के बारे में सोच रहा हूँ और निश्चित रूप से हमेशा एक बहुत ही दिलचस्प इंटरफ़ेस होता है तो हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं इसलिए किसी भी सरफेस की घटना को विभिन्न प्रकार के तत्वों की उपस्थिति के बारे में बहुत एनालिटिकल रूप से एनालिसिस करने की आवश्यकता है अगर आप इसे पहले से नहीं जानते हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी सतह में कार्बन अधिक है तो अब यह कह कर मैं आपको इस तकनीक का उपयोग करके लाभ की अगली तह में ले जाऊंगा आप इसे थोड़ा मुश्किल भी समझ सकते हैं ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप वास्तव में कार्बन नाइट्रोजन और अन्य सभी XYZ तत्वों की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं और यदि आप इसकी मात्रा निर्धारित कर सकते हैं तो आप एक अनुपात निकाल सकते हैं उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि CN या फिर SiHe बस कुछ संख्या कहना है कहते हैं 51 है या फिर 205 या जो कुछ भी है तो उस स्थिति में आप यह जानते हैं इसलिए यह वह रचना है जो मुझे मिल रही है जब भी मैं इस विशिष्ट सामग्री के साथ सब्सट्रेट कोटिंग कर रहा हूं इस प्रकार आपके पास सब्सट्रेट या सतह पर मौजूद अलग अलग तत्वों का आपके पास न केवल एक गुणात्मक अनुमान है बल्कि एक मात्रात्मक अनुमान भी है तो यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आमतौर पर जीवविज्ञानी द्वारा बहुत बार उपयोग नहीं किया जाता है लेकिन जो लोग सेल कल्चर में गहराई में काम कर रहे हैं वे इस तकनीक को पसंद कर सकते हैं इसके अलावा जब हमने विश्लेषण के बारे में बात की तो हमने कांटेक्ट एंगल मेज़रमेंट्स के बारे में बात की ये कांटेक्ट एंगल मेज़रमेंट्स एक गोनियोमीटर नामक उपकरण के साथ किया जा सकता है और यदि आप सरफेस एनालिसिस करते हैं तो निश्चित रूप से एटॉमिक फाॅर्स माइक्रोस्कोपी के लिए आपको एक एएफएम की आवश्यकता होती है तो अब अगर आप संक्षेप में बताएं तो आपके पास AFM के रूप में एक फिजिकल सरफेस एनालिसिस है तो आपके पास कांटेक्ट एंगल मेज़रमेंट है जो आपको पानी या जलीय प्रणाली की उपस्थिति में मटेरियल के इंटरैक्टिव बिहेवियर को बताएगा और आपके पास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के सरफेस एनालिसिस हैं इसलिए एक बार जब आप सरफेस एनालिसिस करते हैं या आप सरफेस एनालिसिस करने के लिए उपकरण जानते हैं तो आप जानते हैं कि आपके पास कितनी शक्ति है अब आप किसी समस्या का सामना करने के लिए तैयार हैं इसलिए अब मैं आपको कोई भी मटेरियल देता हूं इस बात की परवाह किए बिना कि आप उसकी प्रकृति रैंडम मटेरियल देता हूं मैं कहता हूं कि यह काम करने वाला है अब आपको वैज्ञानिक रूप से प्रायोगिक विज्ञान के रूप में आगे बढ़ना चाहिए सबसे पहले इसके घुलने की अलग अलग डोज़ डिपेंडेंसी को जांचेंगे अगर यह पानी में घुलनशील है यदि यह पानी में अघुलनशील है तो आपको बस जानना होगा कि यह किस गैर जलीय विलायक में घुल जाएगा तो आप माप सकते हैं संदर्भ समय 1623 निश्चित रूप से यह एक और अनुप्रयोग है यह सेल कल्चर एप्लिकेशन के लिए नहीं है हो सकता है कि कुछ और हो लेकिन बात यह है कि हम इस बात से परेशान नहीं हैं कि आप कहां आवेदन करने जा रहे हैं क्योंकि आप अलग अलग स्थानों पर जा सकते हैं और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रयास कर सकते हैं यह महत्वपूर्ण है कि आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि मेरे पास कौन से उपकरण हैं जिनका उपयोग मैं सरफेस एनालिसिस के लिए कर सकता हूं तो निश्चित रूप से ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण हैं तो आप सरफेस को अलग अलग कंसंट्रेशन में कोट करते हैं मान लें कि मैं हमारी केस स्टडी में लेता हूँ कंसंट्रेशन 1 कंसंट्रेशन 2 कंसंट्रेशन 3 कंसंट्रेशन 4 हम 4 अलग अलग कंसंट्रेशन लेते हैं क्योंकि यह जलीय है या पानी में घुलता है इसलिए हमारे लिए इसे करना आसान है अब मैं एएफएम लेता हूं तो मेरे पास 4 अलग एएफएम इमेजेज हैं और फिर उसके ऊपर मैं एक गोनियोमीटर एनालिसिस या कांटेक्ट एंगल एनालिसिस करता हूं तो अब मुझे पता है कि अब क्या अंतर है अगर ऐसा है तो मेरी हाइपोथिसिस यह है कि क्या कंसंट्रेशन में वृद्धि के साथ हाइड्रोफोबिसिटी बदल जाएगी अल्टरनेट हाइपोथिसिस यह हो सकती है कि यह नहीं बदलेगी आप अपनी हाइपोथिसिस को सरल प्रयोग द्वारा परख सकते हैं आप कह सकते हैं कि अगर मैं इतने मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर को सरफेस पर डालता हूं तो तो मुझे ऐसा दिखेगा या यदि मैं Y मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर को सरफेस पर डालता हूं तो तो मुझे ऐसा दिखेगा या फिर अगर मैं Z मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर को सरफेस पर डालता हूं तो तो मुझे ऐसा दिखेगा तो एक अलग डोज़ के साथ आप विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन देख सकते हैं तो इसके बाद आप वो कर सकते हैं जिसे हम सरफेस केमिकल एनालिसिस कहते हैं जहां आप जान रहे होंगे कि किन किन तत्वों के एटम्स हैं तो तत्वों के एटम्स सरफेस पर मौजूद हैं तो इससे आपको अंदाजा होगा कि ये सेल के साथ होने वाली संभावित इंटरेक्शन्स हैं तो अब यहाँ क्या होगा हम सभी विभिन्न प्रकार के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो हम उपयोग कर रहे हैं या जो लोग उपयोग करते हैं मैं चाहता हूं कि आप सभी को करना चाहिए या कम से कम मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको अपने काम आने वाले औजारों के बारे में पता होना चाहिए कि आप उन सभी को थोड़े से बदलावों के साथ सर्फेस का एनालिसिस करने के लिए उपयोग कर सकते हैं हम यहां से जारी रखेंगे धन्यवाद